इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बुनियादी ढांचे प्रो डेबप्रिया दास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर व्याख्यान 01 बुनियादी अवधारणाएँ उदाहरण तो "इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बुनियादी ढांचे" इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है तो आश्रित स्रोतों को भी कवर किया जाएगा तो वे चीजें हैं और हम मूल अवधारणाओं से शुरू करेंगे बुनियादी अवधारणाएं और वहीं से जो धीरे धीरे और धीरे धीरे बहुत गहरी समझ में आ जाएगी और पहले डीसी भाग को कवर किया जाएगा और फिर एकल चरण तीन फेसेस सर्किट है सब कुछ कवर किया जाएगा जिसमें रेजोनेंस या अधिकतम महत्व की थ्योरम और जो कि चुंबकीय रूप से कपल सर्किट शामिल हो सकते हैं और फिर जो भी प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम हैं ट्रांसफार्मर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर समकक्ष सर्किट और वोल्टेज रेगुलेशन के बाद फिर पहले फेजके बराबर सर्किट तक तीन फेजइंडक्शन मशीन का थोड़ा सा हिस्सा पहले चिंता का विषय है और फिर डीसी मशीन ऐसा है इस तरह से पहली बात यह है कि बुनियादी अवधारणा है तो आम तौर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सभी शाखाएं वास्तव में दो चीजों पर आधारित होती हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट सिद्धांत और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत स्लाइड समय देखें 0203 तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कई शाखाएं जैसे कि पावर सिस्टम कण्ट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रिक मशीन इंस्ट्रूमेंटेशन फिर इलेक्ट्रॉनिक्स फिर कम्युनिकेशन ये सभी इलेक्ट्रिक सिद्धांत पर आधारित हैं स्लाइड समय देखें 0222 तो यह कोर्स मुख्य रूप से वही है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्रों के पहले सेमेस्टर या पहले वर्ष के लिए उपयुक्त है इसीलिए हम बहुत ही बुनियादी चीज से शुरू करेंगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्रों और पाठ्यक्रम के लिए बुनियादी इलेक्ट्रिक सर्किट सिद्धांत पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शिक्षा में प्रथम सेमेस्टर के छात्रों या प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए उत्कृष्ट शुरुआती बिंदु इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मतलब है कि यह इलेक्ट्रिकल फिर सभी चीजों को कवर करता है इलेक्ट्रॉनिक्स ईक्यू कॉल तो इंस्ट्रूमेंटेशन तो हर कोई मेरा मतलब है कि पहले वर्ष में सभी विशेषज्ञता वाले वे इस पाठ्यक्रम को ले सकते हैं स्लाइड समय देखें 0306 तो और मूल रूप से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में सोचें तो हम अक्सर रुचि रखते हैं कि वास्तव में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ऊर्जा में इलेक्ट्रिक हस्तांतरण यह सामान्य विचार है जब हाउस होल्ड पर उस सर्किट को देखा जाता है और उस पावर जेनेरिक स्टेशन में कहीं देखा होगा लेकिन अंतिम बात यह है कि अक्सर ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने में रुचि होती है जो ऊर्जा को स्थानांतरित भी कर रही है तो इनको करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक उपकरणों के इंटरकनेक्शन की आवश्यकता होती है तो और इस तरह के इंटरकनेक्शन को एक इलेक्ट्रिक सर्किट के रूप में जाना जाता है जैसे कि मैं इसे इसके द्वारा चिह्नित करता हूं अगर इस चीज को इस मैदान में हमें बिजली के उपकरणों के एक दूसरे के संबंध की आवश्यकता होती है और इस तरह के इंटरकनेक्शन को एक इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट के प्रत्येक कॉम्पोनेन्ट के रूप में जाना जाता है एलिमेंट के रूप में जाना जाता है तो वास्तव में हमें जो आवश्यकता होती है हमें इलेक्ट्रिक उपकरणों के एक दूसरे के परस्पर संबंध की आवश्यकता होती है और यह केवल तारों को संचालित करने वाले तारों के माध्यम से होगा और इस तरह के इंटरकनेक्शन को इलेक्ट्रिक सर्किट के रूप में जाना जाता है और इलेक्ट्रिक सर्किट के प्रत्येक एलिमेंट को एलिमेंट के रूप में जाना जाता है इसका मतलब है इलेक्ट्रिक सर्किट के प्रत्येक कॉम्पोनेन्ट को एक एलिमेंट के रूप में जाना जाता है तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स का एक इंटरकनेक्शन है तो मेरा मतलब है कि इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स की आवश्यकता हो सकती है और इलेक्ट्रिक सर्किट एक साक्षात्कार है तो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रिक इंटरकनेक्शन तो बस आंकड़ा आ जाएगा एक सरल इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाता है तो इसमें 4 मूल एलिमेंट दिखते है स्लाइड समय देखें 0447 बस इस सर्किट को देखें इसमें चार मूल एलिमेंट शामिल हैं तो एक वोल्टेज स्रोत है तो यह बहुत ही बुनियादी चीजें हैं जो हमने शुरू की हैं तो यह एक वोल्टेज स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है जो कहता है कि यह प्रतीक बाद में आ जाएगा बैटरी प्रतीक बाद में आ जाएगा यह स्विच है और यह सामग्री का संचालन कर रहा है यदि बंद हो तो यह जो पास होगा अगर यह खुला है तो यह खुला है और यह वास्तव में तार का संचालन कर रहा है एक कंडक्टर तार का प्रतिनिधित्व करता है और यह लैंप है और यह फिलामेंट कहता है कि यह टंगस्टन से बना है तो यह सरल सर्किट है तो इस तरह के एक साधारण सर्किट को जोड़ने वाले एक लैंप में कई अनुप्रयोग हैं जैसे कि टार्च लाइट या सर्च लाइट आदि तो यह एक साधारण इलेक्ट्रिक सर्किट है अब हम एक बैटरी का प्रतिनिधित्व करने वाले वोल्टेज स्रोत पर आते हैं स्लाइड समय देखें 0529 तो मूल रूप से ऐसा क्या होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन कहता है कि यह इलेक्ट्रॉन लिख रहा था तो हम बैटरी में रासायनिक बलों के कारण सर्किट के माध्यम से प्रवाह करेंगे निश्चित रूप से बैटरी में रासायनिक बलों के कारण बैटरी की थोड़ी बहुत भौतिकी ने बैटरी का अध्ययन किया है तो यहां वह नहीं होगा जो यहां रासायनिक प्रतिक्रिया को कवर नहीं करेगा एक और बात है लेकिन कुछ जो हमने वहां से सीखा है केवल उसी के बारे में बात करते हैं तो बैटरी में रासायनिक पावर यों के कारण सर्किट के माध्यम से प्रवाह होगा बैटरी में रसायनों से ऊर्जा प्राप्त होती है और लैंप को ऊर्जा बचाता है तो ये नकारात्मक प्रभार मैं थोड़े समय बाद दूंगा तो चार्ज वास्तव में रसायनों और बैटरी से ऊर्जा प्राप्त करता है और लैंप को ऊर्जा वितरित करता है वास्तव में यहां से वास्तव में ऊर्जा लैंप में आ रही है और बैटरी वोल्टेज चार्ज की इकाई द्वारा प्राप्त ऊर्जा का एक उपाय है जैसे कि चलता है बैटरी के माध्यम से बाद में वोल्टेज को अन्य चीजों को देखेंगे लेकिन बैटरी वोल्टेज चार्ज की इकाई द्वारा ऊर्जा लाभ का एक उपाय है क्योंकि यह बैटरी के माध्यम से चलता है लेकिन निश्चित रूप से अगर स्विच स्विच है लेकिन एक बात यह है कि इस कंडक्टर तार को मान लीजिए कि यह एक कॉपर का तार है और प्लास्टिक इन्सुलेशन होगा और यह टंगस्टन है टंगस्टन तार वास्तव में एक अच्छा कंडक्टर नहीं है क्योंकि कॉपर की तुलना में यह आएगा स्लाइड समय देखें 0711 और लेकिन सवाल यह है कि तार कॉपर के कंडक्टर से बने होते हैं जिन्हें मैंने अभी बताया था और इलेक्ट्रिक इन्सुलेशन द्वारा एक दूसरे से इन्सुलेटरथा जिस कोटिंग को देखा है उस पर इलेक्ट्रॉन वास्तव में कॉपर के कंडक्टर के माध्यम से आसानी से चलते हैं लेकिन प्लास्टिक के माध्यम से नहीं इन्सुलेशन तो यह तार है लेकिन यह प्लास्टिक इन्सुलेशन है और उस स्विच को मैंने कहा था कि यह करंट को अनुमति देगा स्लाइड समय देखें 0736 अगर स्विच चालू होगा तो प्रवाह खुलेगा और यदि प्रवाह खुलेगा तो प्रवाह नहीं होगा संदर्भ स्लाइड समय 0744 तो और लैंप वास्तव में मैंने बताया कि इसमें टंगस्टन तार होता है जो उच्च तापमान का सामना कर सकता है तो टंगस्टन इलेक्ट्रिक कंडक्टर के रूप में या कॉपर और इलेक्ट्रॉन्स के रूप में वास्तव में टंगस्टन के परमाणुओं के साथ टकराव का अनुभव नहीं होगा और टंगस्टन तारों है क्योंकि अगर वह कॉपर कंडक्टर के लिए है कि क्या चार्ज या इलेक्ट्रॉन बह रहा है और यह टंगस्टन तार के परमाणुओं के साथ टकराव करेगा तो तो टंगस्टन के गर्म होने के परिणामस्वरूप और हम कह सकते हैं कि टंगस्टन तार में इलेक्ट्रिक प्रतिरोध था स्लाइड समय देखें 0824 तो इस प्रकार ऊर्जा को बैटरी में रासायनिक क्रिया द्वारा इलेक्ट्रॉन्स और फिर टंगस्टन में स्थानांतरित किया जाता है जहां यह गर्मी के रूप में प्रकट होता है तो टंगस्टन इतना गर्म हो जाता है कि प्रकाश उत्सर्जित होता है तो मैं एक सवाल रखूंगा कि इस बात पर कई सवाल हैं कि मैं इसे कब स्थानांतरित करूंगा तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है वह मुझे इस सर्किट पर जाने देता है बस यह है कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन्स को इस कॉपर के कंडक्टर के माध्यम से बह रहा है जब यह आता है कि टकराव वास्तव में हम टंगस्टन की है और तो यह गर्मी पैदा कर रहा है तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि टंगस्टन का इलेक्ट्रिक प्रतिरोध है और मैं यहां एक प्रश्न रखूंगा कि हमने देखा है कि बल्ब 40 वॉट 60 वॉट और 100 वॉट वगैरह तो वे सभी टंगस्टन फिलामेंट्स कहते हैं तो इस पर व्यास क्या है इस टंगस्टन फिलामेंट के लिए एक सवाल है क्योंकि अगर फिर भी यह एक सिक्के की तरह दिखेगा और इस टंगस्टन फिलामेंट का व्यास क्या है यह एक सवाल है तो 40 वॉट कि बाद में 40 वॉट 60 वॉट या 100 वॉट दिखाई देगा तो ऊर्जा को बैटरी में रासायनिक क्रिया द्वारा स्थानांतरित किया जाता है क्योंकि बैटरी में रासायनिक क्रिया होती है तो उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन्स में और फिर टंगस्टन में परिवर्तित किया जाता है जहां यह गर्मी के रूप में प्रकट होता है तो टंगस्टन इतना गर्म हो जाता है कि प्रकाश उत्सर्जित होता है तो यह एक बुनियादी दर्शन है जो कि सरल सर्किट है सरल डीसी वोल्ट एक साधारण स्विच तार और टंगस्टन लैंप है इसमें जो कुछ भी है 40 60 80 क्षमा करें 100 वॉट के बल्ब स्लाइड समय देखें 1024 तो अब यूनिट की प्रणाली वास्तव में सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में होती है यह बात हम कई मापनीय मात्राओं जैसे कि वोल्टेज फिर करंट एम्पीयर पॉवर वॉट इत्यादि से करते हैं तो मेरे पास एक मानक भाषा में माप का संचार होना चाहिए जैसे कि सभी इंजीनियरिंग पेशेवर उस देश के बारे में समझ सकते हैं जहां माप का संचालन किया जाता है ऐसी अंतर्राष्ट्रीय माप भाषा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाइयां हैं स्लाइड समय देखें 1051 जिसे हम लघु एस आई इकाई कहते हैं यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाई है जिसे हम एस आई इकाइयाँ कहते हैं तो वज़न पर सामान्य सम्मेलन द्वारा अपनाई गई माप 1960 में हुई थी तो हम मानते हैं कि एसआई एसआई इकाइयाँ हैं हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली यू की इकाइयों को कॉलकरते हैं जैसे हम दूसरे तरीके से कॉलकरते हैं जिसे हम एसआई कहते हैं तो मूल रूप से इस अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 6 प्रमुख इकाइयाँ हैं मूल रूप से 6 केवल 6 प्रमुख इकाई हमें ज़रूरत है जिससे अन्य सभी भौतिक मात्राओं की इकाइयाँ प्राप्त की जा सकें तो मैं केवल इस 6 इकाइयों के साथ दे रहा हूं तालिका 11 यह 6 प्रमुख इकाइयों की आवश्यकता को दर्शाता है और दुनिया भर में एसआई इकाइयों का उपयोग करने के प्रतीक हैं स्लाइड समय देखें 1138 तो एसआई इकाई का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह उपसमुच्चय कहती है जो पावर प्राप्त करने के आधार पर और छोटी और बड़ी इकाइयों को मूल इकाइयों से संबंधित करती है तो तालिका 12 एसआई उपसर्गों को दिखाती है और यह प्रतीक पहले 6 बुनियादी एसआई इकाइयों में आएंगे स्लाइड समय देखें 1154 तो यह छह बुनियादी है एक चमकदार तीव्रता कैंडेला है जिसे वह सीडी कहते हैं एक और थर्मोडायनामिक तापमान केल्विन है जैसा कि प्रतीक K है और लंबाई मीटर का प्रतीक मीटर है दूसरा द्रव्यमान किलोग्राम है यह किलोग्राम है दूसरा है समय यह दूसरा है एम्पीयर ए में एक इलेक्ट्रिक प्रवाह यह 6 मानक अंतरराष्ट्रीय है या एसआई इकाइयाँ क्या हैं जो अन्य हो सकती हैं तो यह स्टेट 6 का कहना है कि मूल एसआई इकाइयाँ हैं तो यह ध्यान में रखना चाहिए और फिर तालिका 12 यह वास्तव में देखेगा कि एसआई उपसर्ग है स्लाइड समय देखें 1234 तो कई 1 या 2 हैं मैं यह बना रहा हूं कि जैसे अगर यह 10 से 18 पावर है तो यह एक्सए है यह प्रतीक पूंजी ई है यह 1015 पेटा है यह पूंजी है जो पूंजी पी है हम इसे 1012 तेरा कहते हैं टी फिर 10 को पावर 9 तो यह गीगा है यह G है तो जब 10 की पावर 6 आती है तो यह मेगा होता है M और इसी तरह 103 वास्तव में यह एक एलियन के लिए नहीं है लेकिन 10 से पावर 3 का मतलब किलो है तो तदनुसार संख्या के अनुसार संख्या बना सकते हैं यह k है तो ये है डेका देसी सेंटी मिलि माइक्रो सब स्लाइड समय देखें 1316 लेकिन अंतिम एक पावर के लिए 10 है 18 इसे कॉलएटो में छोटा है जिसे हम कॉलकरते हैं आ 10 को पावर 15 इसे फेम्टो एफ और 10 को पावर कहते हैं 12 यह पिको पी और इसी तरह है तो 1018 से 10 18 तक ये वास्तव में हैं एसआई उपसर्ग जो इसे गुणा करता है यह उपसर्ग है और ये प्रतीक हैं तो पहली 6 बुनियादी एसआई इकाइयाँ और ये एसआई उपसर्ग क्या हैं यह हमें पता होना चाहिए इसके बाद चार्ज और करंट है स्लाइड समय देखें 1354 अब इलेक्ट्रिक चार्ज की अवधारणा सभी इलेक्ट्रिक परिघटनाओं को समझाने का अंतर्निहित सिद्धांत है एक इलेक्ट्रिक परिपथ में सबसे मूल मात्रा इलेक्ट्रिक चार्ज है यहाँ हम इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता की समीक्षा करेंगे स्लाइड समय देखें 1420 तब करंट में आएगा करंट में चार्ज प्रवाह क्या है के परिवर्तन की दर है तो यह आएगा कि पहले एक चार्ज बाइपोलर है जिसका अर्थ है कि नकारात्मक प्रभावों के लिए सकारात्मक प्रभाव के संदर्भ में इलेक्ट्रिक प्रभाव देखा जाता है तो चार्ज बाइपोलर है तो इसका मतलब है कि सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज के मामले में इलेक्ट्रिक प्रभाव का वर्णन पहली बात है दूसरी बात यह है कि प्रायोगिक अवलोकन के अनुसार प्रकृति में होने वाले एकमात्र चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के अभिन्न गुणक होते हैं जो कि e यह कक्षा 12 भौतिकी से भी जानेंगे e 1602 10 से पावर 19 कूलम्ब तो यह एकमात्र शुल्क है जो प्रकृति या अभिन्न गुणकों या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में होता है जो इस मान है देखें स्लाइड समय 1505 और तीसरा बिंदु यह है कि इलेक्ट्रिक प्रभाव चार्ज और आवेशों के पृथक्करण के लिए जिम्मेदार होते हैं और चौथा बिंदु चार्ज राज्य के संरक्षण का नियम है जो केवल स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है तो यह न तो बना सकता है और न ही नष्ट कर सकता है केवल इसे स्थानांतरित किया जा सकता है इस प्रकार इलेक्ट्रिक चार्ज का बीजगणितीय योग एक प्रणाली है जो बदलता नहीं है तो चौथा बहुत महत्वपूर्ण है तो यह ध्यान में रखना चाहिए तो इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रभाव का अनुभव तब हो सकता है जब हम अपने ऊनी स्वेटर को हटाते हैं जिसका अर्थ है कि हमने अपने ऊनी स्वेटर को भी हटा कर देखा होगा और हमारे शरीर पर चिपक सकता है या एक कालीन पर चल सकता है और झटका प्राप्त कर सकता है अन्य इलेक्ट्रिक प्रभार का मतलब है कि अगर मेरा मतलब है कि हमारे ऊनी स्वेटर को हटा दें तो देख सकते हैं कि यह चिपका हुआ है और हमारा शरीर इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण है या कभी कभी हमें केवल कारपेट के काम करने पर किसी प्रकार का झटका लगता है दूसरी बात यह है कि कागज के एक बहुत छोटे टुकड़े को लें और उसे रख दें और अगर कच्ची दूर एक प्लास्टिक और कच्चा ले जाए तो हम बाल ले सकते हैं और उसके बाद इसे कागज के टुकड़े पर रखें और पाएंगे कि कागज के सभी टुकड़े उनकी तरफ आकर्षित होते हैं वैसे भी प्लास्टिक खुद का अनुभव कर सकता है स्लाइड समय देखें 1635 तो तो चार्ज परमाणु कणों का एक इलेक्ट्रिक गुण है जिसमें पदार्थ कूलम्ब में मापा जाता है तो चार्ज की चार्ज इकाई एक कूलम्ब है और यह परमाण्विक कणों का एक इलेक्ट्रिक गुण होता है जिस पदार्थ में वास्तव में ऐसा होता है कूलम्ब में मापता है अब इलेक्ट्रिक आवेशों के प्रवाह पर विचार करें ताकि वास्तव में यह वास्तव में इसे पृष्ठ संख्या के रूप में न देखें तो अब इलेक्ट्रिक के प्रवाह पर विचार करें इलेक्ट्रिक चार्ज की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है इसका मतलब है यह मोबाइल है इसका मतलब है चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है तो शहरों के मोबाइल में जब इसे ऊर्जा के एक और रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और चार्ज की गति पैदा होती है और इलेक्ट्रिक द्रव जिसे हम कहते हैं वह करंट है स्लाइड समय देखें 1725 तो यह देखने का छोटा सा तरीका है कि कब हम जानते हैं कि एक कंडक्टिंग तार में कई परमाणु होते हैं और एक बैटरी इलेक्ट्रिक चुम्बकीय बल का एक स्रोत है तो कंडक्टर का तार कई परमाणुओं से मिलकर बनता है और एक बैटरी इलेक्ट्रिक चुम्बकीय बल का एक स्रोत है जब एक कंडक्टर तार एक बैटरी से जुड़ा होता है बहुत तेज़ उदाहरण जो हमने देखा कि वोल्टेज स्रोत स्विच है तारों का संचालन और एक ट्रांसिएंट लैंप आवेशों को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया जाता है जैसे ही ए बैटरी होती है एक कंडक्टिंग तार होता है तो जैसे ही जुड़ा हुआ तार जो बैटरी था तो क्या होगा सकारात्मक चार्ज को स्थानांतरित करने के लिए शुल्क की गणना एक दिशा में चलती है और नकारात्मक चार्ज विपरीत दिशा में चलते हैं एक बहुत ही सरल तर्क यह चार्ज गति इलेक्ट्रिक प्रवाह बनाता है अब हम किस दिशा में चार्ज की दिशा पर विचार करेंगे संवहन करंट प्रवाह को लेना है क्योंकि सकारात्मक चार्ज के प्रवाह के विपरीत होने वाले धनात्मक आवेशों की गति को अगले आंकड़े 12 में दिखाया गया है स्लाइड समय देखें 1827 तो अगर इसे देखें तो मान लीजिए कि यह बैटरी है जो कि चार्ज फ्लोइंग को दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा तरीका दिखाया गया है तो यह वास्तव में नकारात्मक चार्ज प्रवाह है यह नकारात्मक टर्मिनल है यह सकारात्मक टर्मिनल है तो चार्ज इस प्रकार सकारात्मक प्रवाह की दिशा में बहेगा इस प्रकार तो यह से है तो यह कन्वेंशन है तो यह करंट की दिशा या अन्य तरीके से यह नकारात्मक चार्ज के प्रवाह के विपरीत है यह नकारात्मक चार्ज का प्रवाह है जो यह है यह दूसरे तरीके से बढ़ रहा है तो यह वास्तव में कन्वेंशन है तो यदि यह देखा जाए कि यह कन्वेंशन है तो यह कन्वेंशन करंट फ्लो लेना है या पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट है जो कि निगेटिव चार्ज के फ्लो के विपरीत है जैसा कि यह आंकड़ा है 12 तो सकारात्मक प्रवाह चार्ज की दिशा जिस तरह से है ये करंट की दिशा या चार्ज के निर्देश प्रवाह के विपरीत हैं तो गति में आवेशों के कारण होने वाले इलेक्ट्रिक प्रभाव चार्ज प्रवाह की दर पर निर्भर करते हैं चार्ज प्रवाह की दर को इलेक्ट्रिक करंट मान लिया जाता है यदि q चार्ज है t समय है और i करंट एं है तो i वास्तव में संदर्भ समय देखें 1936 तो गणितीय रूप से करंट और चार्ज और समय के बीच का संबंध इस मायने में अलग है कि मैं यह एक समीकरण 11 है अर्थात मैं एम्पीयर में करंट हूं q कोलोम्बस में चार्ज है और दूसरे में समय t है तो मूल रूप से करंट स्लाइड समय देखें 2011 यदि ध्यान दें कि प्रति सेकंड 1 एम्पीयर 1 कोलोम्बस इसका मतलब है कि यदि यह पक्ष 1 एम्पीयर है तो यह पक्ष 1 होना चाहिए तो यह कोलोम्बस है यह दूसरा है तो यह 1 प्रति सेकंड प्रति कोलोम्बस होगा मान लीजिए अगर उदाहरण के लिए q तो मान लीजिए कि डेटा इस तरह से है जैसे कि dq 5 dt भी 5 है इस तरह से तो यह वही होगा जो प्रति सेकंड 1 कोलोम्बस प्रति है तो समय t 0 और t के बीच का चार्ज ट्रांसफर हमें प्राप्त होने वाले समीकरण 1 के दोनों ओर एकीकृत करके प्राप्त होता है इसका मतलब है मान लें कि प्रारंभिक समय t t 0 और अंतिम समय t है तो यदि इस समीकरण को एकीकृत करें यदि यह समीकरण मिलता है तो उस q को t 0 से tid बनाया जा सकता है इसका मतलब है यह एक कि dq i dt आता है तो q t का अभिन्न अंग 0 से t तब idt स्लाइड समय देखें 2112 तो उस समीकरण को हम idt में q t 0 लिख रहे हैं इसका मतलब है यदि समय t0 और t के बीच स्थानांतरित किया गया है तो यह समीकरण q t 0 से t idt है यह समीकरण 12 है इसका मतलब है कि समीकरण 1 सुझाव देता है कि करंट को एक निरंतर मूल्यवान फ़ंक्शन होने की आवश्यकता है जिसका अर्थ है इस समीकरण 1 से यह पता चलता है कि करंट को वास्तव में निरंतर मूल्यवान फ़ंक्शन की आवश्यकता है तो निरंतर मूल्यवान फ़ंक्शन जैसा कि हम बाद में देखेंगे कि करंट के कई प्रकार हो सकते हैं जो चार्ज है समय के साथ कई तरीकों से भिन्न हो सकता है हम डीसी और एसी दोनों देखेंगे एसी उस समय देखेंगे जब करंट समय वररिंग होता है और डीसी के लिए वास्तव में करंट स्थिर होता है तो यह समय वररिंग नहीं होगा संदर्भ स्लाइड समय 2202 तो जब कोई करंट समय के साथ स्थिर होता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट करंट है जो dc करंट है मैं आरेख दिखाऊंगा इस प्रकार एक डायरेक्ट करंट एक करंट है जो समय के साथ स्थिर रहता है तो मेरा मतलब है कि यह वही है जो करंट में स्थिर है स्लाइड समय देखें 2222 दूसरी ओर एक करंट जो समय के साथ बदलता रहता है और समय समय पर दिशा बदलता रहता है जो कि कहता है कि अल्टेरनेटिंग करंट कहते हैं यह अल्टेरनेटिंग करंट हम एसी सर्किट के लिए नहीं बल्कि थोड़ा सा आरेख और अन्य चीजों के लिए देखेंगे किस समझ के लिए दिखाओ तो इस प्रकार एक अल्टेरनेटिंग करंट एक करंट है जो समय समय पर बदलती रहती है इसका मतलब है कि यह होगा स्लाइड समय देखें 2252 तो हमारे घर में बारी बारी से चालू का उपयोग किया जाता है क्योंकि हमारे सभी घरेलू सामान एसी स्रोत एसी पावर है तो एसी सर्किट रेफ्रिजरेटर टोस्टर एयर कंडीशनर और अन्य बिजली के उपकरणों को चलाने के लिए बाद में पहले डीसी फिर एसी को देखेगा जो भी एसी घने मिलेंगे वे सभी एसी पावर एसी वोल्टेज एसी करंट हैं तो लेकिन डीसी में यह करंट निरंतर है तो आंकड़ा 13 वास्तव में डीसी करंट के मान दिखाता है और फिर अचानक एसी चालू करता है स्लाइड समय देखें 2316 तो इस मामले में यह समझ में आता है लहर यह sinusoidal है और कटर के रूप में थोड़ा सा हिस्सा है या यह sinusoidal है या यह आंकड़ा 13 है तो यह एक dc करंट है यह current है यह समय दूसरा है यह निरंतर मान करंट dc है करंट यह है कि 3 एम्पीयर यह स्थिर है फाइनल यह वास्तव में एक आवधिक है यह समय समय पर से में बदल रहा है तो यह एसी चालू है यह एक कोसाइन फ़ंक्शन है और यह एसी चालू है जिसे i cos2πt कहा जाता है बस इस पर पकड़ है कि यह फ़ंक्शन है i cos2πt तो यह एसी चालू है एसी एसी चालू बाद में देखेंगे स्लाइड समय देखें 2409 तो और यह डीसी करंट का एक उदाहरण है अब आंकड़ा 14 इसका मतलब है यह एक ऐसे दूसरे प्रकार का समय है जैसे त्रिकोणीय और वर्गाकार वेव करंट में भी वररिंग समय है यह त्रिकोणीय फंक्शन है यह करंट है और यह भी आयताकार है यह समय समय पर बदल रहा है तो यह भी है यह त्रिकोणीय वेव है इस से वर्ग तरंग है यह भी अल्टेरनेटिंग अल्टेरनेटिंग से करंट है स्लाइड समय देखें 2434 तो जैसा कि हमने पहले देखा है कि करंट प्रवाह की दिशा को पारंपरिक रूप से सकारात्मक चार्ज आंदोलन की दिशा के रूप में लिया जाता है मैंने कहा कि करंट में जब बैटरी प्रतीक लेते हैं सकारात्मक चार्ज प्रवाह होता है तो इसीलिए सकारात्मक चार्ज आंदोलन की दिशा ली गई है तो इस अधिवेशन के आधार पर करंट में 4 एम्पीयर का कहना है कि इसे सकारात्मक या नकारात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है यह आंकड़ा 5 में दिखाया गया है जहां एक बैटरी के साथ श्रृंखला में एक लैंप जुड़ा होता है कि यह कैसा है संदर्भ स्लाइड समय 2504 इसे शुरू करने से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम बाद की अवस्था में ही सब कुछ समझने लगेंगे तो हम कहेंगे कि चीजें हमारे लिए बहुत सरल हो गई हैं तो क्या करेंगे बस मूल प्रवाह बुनियादी समझ को समझने की कोशिश की अगर यह स्पष्ट है तो सर्किट सिद्धांत मिलेगा इस सर्किट पैटर्न क्या एक और बात उदाहरण के लिए एक बहुत ही सरल है यह एक बैटरी है यह एक बैटरी प्रतीक है ऐसा है बाद में आएगा एक बैटरी है यह प्रतीक है प्रतीक और यह 2 टर्मिनल्स का निशान 1 और 2 है और इसे टंगस्टन लैंप कहा जाता है यह एक लैंप है और जब 4 एम्पीयर करंट प्रवाहित होता है तो कहते हैं कि 4 एम्पीयर प्रवाह बह रहा है तो यह 1 से 2 है इसे 1 से 4 एम्पीयर दिया जाता है फिर मैं 21 से क्या होगा यह इसके ठीक विपरीत होगा यह 4 होगा क्योंकि यह करंट वास्तव में इस तरह घूम रहा है जब यह करंट इस I12 की तरह आ रहा है और लेकिन जब रिवर्स एक दिशा कि I21 यह 4 एम्पीयर होगा स्लाइड समय देखें 2612 तो इस आंकड़े में I12 4 एम्पीयर है इसका मतलब यह है कि लैंप के माध्यम से इसके साथ एक संदर्भ दिशा 1 से 2 तक इंगित करता है कि यह एक संदर्भ दिशा 1 से 2 है कि अगर 12 से 4 लेते हैं इसका मतलब है करंट 4 एम्पियर 1 से 2 पॉजिटिव बह रहा है लेकिन अगर दूसरा रास्ता लेते हैं या मान लेते हैं कि 2 से 1 लेते हैं कि यह सिर्फ नकारात्मक साइन होगा तो यह होगा 4 एम्पीयर अगर 2 से 1 लेते हैं तो क्या दिशा उलट जाती है क्योंकि यहां हमने I12 लिया है यहां हमने I21 लिया है स्लाइड समय देखें 2634 तो I21 करंट के साथ है यह संदर्भ 2 से 1 तक निर्देशित है बेशक I12 और I21 परिमाण में समान हैं और साइन में विपरीत हैं क्योंकि वे एक ही करंट को निरूपित करते हैं लेकिन विपरीत दिशा के साथ इस प्रकार हमारे पास I12 I21 4 एम्पीयर है जो कि परिमाण समान है लेकिन I12 4 एम्पीयर है तो I21 4 एम्पियर तो यह समीकरण 13 है तो यह हिस्सा बहुत सरल है लेकिन अगर समझ में आता है इसका मतलब है कि प्रत्यक्ष संदर्भ दिशा 1 से 2 का मतलब 1 से 2 4 एम्पीयर है यदि यह संदर्भ 2 से 1 तक लिखा हुआ है तो बदलाव है तो I21 होना चाहिए 4 एम्पीयर तो I12 I21 4 एम्पीयर करंट परिमाण केवल अन्य भाग की तरह ही बने रहें तो यह वास्तव में करंट की थोड़ी समझ है अगला वोल्टेज है स्लाइड समय देखें 2741 तो अब करंट भाग है संदर्भ समय 2743 वोल्टेज जैसा कि पिछले भाग में केवल एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने के लिए एक विशेष दिशा में समझाया जाता है यदि कुछ काम या ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो स्थानांतरण होता है तो यह काम वास्तव में बाहरी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स ईएमएफ द्वारा किया जाता है आमतौर पर बैटरी द्वारा दर्शाया जाता है जैसा कि आंकड़ा 12 में दिखाया गया है यह आंकड़ा 1 2 है तो यह वास्तव में बाहरी इलेक्ट्रोमोटिव बल ईएमएफ है आमतौर पर बैटरी आंकड़ा 12 द्वारा दर्शाया जाएगा यह ईएमएफ अब यह आंकड़ा 12 ने देखा है कि एक वोल्टेज स्रोत फिर ट्रांसिएंट फिलामेंट कानून क्या है इस ईएमएफ को संभावित अंतर के रूप में भी जाना जाता है या हम कभी कभी वोल्टेज कहते हैं वास्तव में जब भी सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज अलग हो जाते हैं ऊर्जा का विस्तार होता है स्लाइड समय देखें 2843 तो इस ईएमएफ को संभावित अंतर और वोल्टेज के रूप में भी जाना जाता है तो वास्तव में जब भी सकारात्मक और नकारात्मक आरोपों को अलग किया जाता है ऊर्जा वास्तव में विस्तारित होती है तो वोल्टेज विभाजन द्वारा बनाई गई प्रति इकाई चार्ज ऊर्जा है इस प्रकार एक इलेक्ट्रिक परिपथ में वोल्टेज 2 बिंदुओं 1 और 2 के बीच V12 कहता है यह कुछ ऐसा है मान लीजिए कि यह इलेक्ट्रिक है स्लाइड समय देखें 2905 यह वास्तव में 2 अंक का कहना है कि अन्य बात आएगी यह 2 बिंदु है यह 1 और 2 है और यह वोल्टेज V12 है और यह लैंप है तो जब यहाँ आते हैं तो एक इलेक्ट्रिक परिपथ में 2 और 1 के बीच वोल्टेज V12 कहता है कि स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा या कार्य 1 से 2 तक एक यूनिट चार्ज है हम इस अनुपात को अंतर रूप में व्यक्त करते हैं जो कि b छोटा v है कैपिटल V12 प्रत्यय dw dq w के लिए जूल में ऊर्जा है q कोलोम्बस में चार्ज है और वोल्ट में V12 वोल्टेज तो वोल्टेज वास्तव में है कि V12 है वास्तव में w जूल में ऊर्जा है और q कोलोम्बस में चार्ज है तो समीकरण में यह वास्तव में समीकरण 14 है तो समीकरण 14 यह स्पष्ट है कि 1 वोल्ट अगर यह पक्ष 1 वोल्ट है तो यह प्रति कोलोम्बस 1 जूल होगा तो यही कारण है कि यह प्रति कोलोम्बस 1 जूल या 1 जूल 1 न्यूटन मीटर है तो एक न्यूटन मीटर प्रति कोलोम्बस लेकिन 1 जूल प्रति कोलोम्बस का उपयोग किया जाएगा तो इस प्रकार वोल्टेज या संभावित अंतर एक एलिमेंट के माध्यम से एक यूनिट चार्ज को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है बस मैं कहूंगा कि मैं इस प्रकार वोल्टेज या संभावित अंतर को क्यों रेखांकित करता हूं ऊर्जा को एलिमेंट पर एक एलिमेंट के माध्यम से यूनिट चार्ज को स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है जैसे कि आंकड़ा देखो चित्रा आंकड़ा 16 स्रोत वोल्टेज जो एक लैंप था जो अंक 1 और 2 के बीच जुड़ा हुआ था और प्रतीक साइन भी दिए गए हैं तो यह ध्रुवीयता है यह 1 है और यह 2 है 1 सकारात्मक है 2 नकारात्मक है तो वोल्टेज ध्रुवीयता की संदर्भ दिशा का प्रतिनिधित्व करने के लिए साइन का उपयोग किया जाता है स्लाइड समय देखें 3110 तो वोल्टेज V12 को 2 तरीकों से व्याख्या किया जा सकता है पहली बात यह है कि इस बिंदु को समझने की कोशिश करें पहले एक बिंदु 2 से अधिक V12 वोल्ट की क्षमता है इस आरेख को देखें यह बिंदु एक बिंदु पर है वी 12 की क्षमता इस से अधिक है कि अन्य बिंदु 2 तो इसका मतलब है कि बिंदु 1 बिंदु 2 से अधिक V12 वोल्ट की क्षमता पर है या बिंदु 2 के संबंध में बिंदु 1 पर क्षमता V12 है या बिंदु 2 के संबंध में बिंदु 1 पर संभावित V12 को याद रखना आसान है तो यह अवधारणा है तो इस स्थिति में या तो बिंदु 1 संभावित 2 पर है या V12 वोल्ट बिंदु 2 से अधिक है या बिंदु 2 के संबंध में बिंदु 1 पर क्षमता V12 है तो तो तार्किक रूप से यह इस प्रकार है कि V12 V21 इसका मतलब यह है कि अगर हम कहें कि हम सुफ्फेर हैं उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए V12 सिर्फ एक मिनट कहते हैं Glossary English Word Word Meaning Electrical इलेक्ट्रिकल विद्युतीय Engineering इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी Theorem थ्योरम प्रमेय Couple कपल जोड़ा Cover कवर आवरण Single सिंगल एक Regulation रेगुलेशन विनियमन electromagnetic इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुम्बकीय communication कम्युनिकेशन संचार Interconnection इंटरकनेक्शन एक दूसरे का संबंध Convention कन्वेंशन परंपरा Alternating अल्टेरनेटिंग अदल बदल कर